नमस्कार ऐस्टीमेशन फॉर वायरलेस सिस्टम पर चल रहे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के एक और अध्याय में स्वागत है तो हम बात कर रहे थे वेक्टर पैरामीटर H bar के ऐस्टीमेशन के बारे में हम चैनल वेक्टर जो मल्टीपल एंटीना वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में होता हैउसके ऐस्टीमेशन को विशेष रुप से देख रहे हैं और कल हमने लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन जोकि वेक्टर पैरामीटर H bar से संबंधित और जो दिया जाता है लीस्ट स्क्वेयर्स कॉस्ट फंक्शन द्वारा को निकाला जिसे इस तरीके से बताया जा सकता है यह मेरा लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है ऑब्जरवेशन Y bar पैरामीटराइज्ड बाय H bar लॉग लाइक्लीहुड फंक्शनयह आपका ऑब्जरवेशन वेक्टर है यह आपका चैनल वेक्टर है जो कि एक अननोन पैरामीटर वेक्टर है याद कीजिए हमने एक डाउन लिंक मल्टीपल एंटीना परिदृश्य का विचार कर रहे हैं या लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन जो दिया जाता है लीस्ट स्क्वेयर्स कॉस्ट फंक्शन Y bar X H bar होल स्क्वायर जहां Y bar ऑब्जरवेशन है X याद रखिए इसे हम पायलट मैट्रिक्स कहेंगे तो यह आपको याद दिलाने के लिए यह आपका पायलट मैट्रिक्स है और यह लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन है यह लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन हैजिसे LS कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं ठीक है तो हमने चैनल व वेक्टर के लिए लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लिया है या मल्टीपल एंटीना चैनल ऐस्टीमेशन और हमने यह भी दिखाया किया ऐस्टीमेशन आपके लिस्ट स्क्वायड कॉस्ट फंक्शन के बराबर है चैनल एस्टीमेट मैक्सिमम लाइक्लीहुड चैनल एस्टीमेट H hat जोकि पैरामीटर वेक्टर H bar की वैल्यू है जोकि लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करता है तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट को निकालने के लिए चलिए हम पहले लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन को कुछ और सरल कर लेते हैं अब जब हमारे पास मैट्रिक और वेक्टर का ज्ञान है किसी वेक्टर V bar या नॉर्म ऑफ V bar स्क्वेयर बराबर है V bar ट्रांसपोज V के हम कई बार पहले भी देख चुके हैं तो नॉर्म ऑफ V bar स्क्वेयर या यूक्लिडियन नॉर्म स्क्वेयर ऑफ वेक्टर V bar जो V bar ट्रांसपोज V bar है मैं अब इस क्वांटिटी को और सरल बना सकता हूं जो है आपका Y bar X H bar नॉर्म स्क्वेयर जो मूलतः Y bar X H bar है और यह क्वांटिटी Y bar X H bar ट्रांसपोज टाइम Y bar X H bar और इसलिए इसे आगे और सरल बनाया जा सकता है Y bar X H bar क्यों जो है Y bar ट्रांसपोज X H bar और जो बराबर है H barट्रांसपोज X ट्रांसपोज टाइम Y bar X bar के अब हम इसे गुणा करेंगे Y bar ट्रांसपोज Y bar H bar ट्रांसपोज X ट्रांसपोज Y bar Y bar ट्रांसपोज या Y bar ट्रांसपोज XH bar H bar ट्रांसपोज X ट्रांसपोज XH bar यह कॉस्ट फंक्शन है जो हमें मिलेगा ठीक है हमने इस गुण का इस्तेमाल किया की नॉर्म V bar स्क्वेयर या नॉर्म स्क्वेयर ऑफ वेक्टर V barजो बराबर है V bar ट्रांसपोज V bar प लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन नॉर्म ऑफ Y bar HX bar वेक्टर स्क्वेयर को सरल बनाने के लिए अब चलिए हम एक और गुण का इस्तेमाल करेंगे किन्ही 2 वेक्टर V bar और U bar के लिए यह हम पहले भी देख चुके हैं किन्ही 2 वेक्टर V bar और U bar के लिए जो कि एक स्कैलर क्वांटिटी हैइन वेक्टर के लिए याद रखिए V bar और U bar मूल रूप से चलिए कहते हैं M डाइमेंशनल वेक्टर या n डाइमेंशनल वेक्टर इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं 2 वेक्टर V bar ट्रांसपोज U bar V0 V1 VM to U0 U1 Up to UM हैंजोकि बराबर है समेशन V0 U0 so on up to VM UM के जो कि आप देख सकते हैं U bar ट्रांसपोज V bar है जोकि U0 up to UM टाइम V0 up to VM हैंऔर जो U bar ट्रांसपोज V bar के भी बराबर है क्योंकि यह क्वांटिटी साफ तौर से आप देख सकते हैं यह एक संख्या है यह एक वेक्टर नहीं है यह एक स्कैलर क्वांटिटी है यह एक वेक्टर नहीं है यह एक स्कैलर क्वांटिटी है यह एक संख्या है इसलिए अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपको संख्या ही मिलेगी इसलिए V bar ट्रांसपोज U bar का ट्रांसपोज V bar ट्रांसपोज U bar ही होगा इसलिए अब हमारे पास है हमारे पास V bar ट्रांसपोज U bar है और जो बराबर है U bar ट्रांसपोज V barके तो किन्ही दो वेक्टर V bar U bar के लिए हमारे पास V bar ट्रांसपोज U bar है और जो बराबर है U bar ट्रांसपोज V bar के अब हम इस गुण का इस्तेमाल करेंगे कॉस्ट फंक्शन को और सरल करने के लिए और हमने लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन के लिए इसे तैयार कर लिया है आगे अगर हम लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन कोऔर सरल करेंगे अब अगर आप लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन को देखें आप इन 2 टर्म्स को देखेंगे H bar X ट्रांसपोज Y bar Y bar ट्रांसपोज XH bar और यह क्वांटिटी और कुछ नहीं परंतु एक दूसरे का ट्रांसपोज है उदाहरण के लिए चलिए अब हम इस क्वांटिटी को Y bar ट्रांसपोज XH bar मैं Y bar को देखते हैं तो यह क्वांटिटी बराबर है यह एक संख्या है जोकि अपने ही ट्रांसपोज के बराबर है यानी Y bar ट्रांसपोज XH bar बराबर है H bar ट्रांसपोज X ट्रांसपोज Y barके तो यह दोनों क्वांटिटी Y bar ट्रांसपोज XH bar और H bar ट्रांसपोज X ट्रांसपोज Y bar एक दूसरे के बराबर है जिसका तात्पर्य हमारे पासकि यह दोनों क्वांटिटी बराबर है जब यह दोनों बराबर हैं इसलिए आपका लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन आगे और भी सरल किया जा सकता है इस तरह Y bar XH bar स्क्वेयर इक्वल Y bar ट्रांसपोज Y bar 2 H bar ट्रांसपोज X ट्रांसपोज Y bar H bar ट्रांसपोज X ट्रांसपोज X टाइम H bar और अब हम क्या देख सकते हैं की चैनल वेक्टर H का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट वह है जो कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज कर सकता है तो ML एस्टीमेट को मिनिमम ऑफ कॉस्ट फंक्शन की तरह प्राप्त किया जा सकता है H bar का ML एस्टीमेट इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम कर सकता है जिसे हम कहते हैं लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट या चैनल वेक्टर के मामले में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट कहते हैं अब H bar किस तरह निकालेंगे जो कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करेगा और जैसा की आप जानते हैं किसी भी फंक्शन का मिनिमम प्राप्त करने के लिए वह फंक्शन डिफरेंसीएबल होना चाहिए अब हम इसे डिफरेंसीएट करेंगे और फिर उसे 0 के बराबर रखेंगे वह बिंदु निकालने के लिए जहां यह मिनीमा होगा तो इस कॉस्ट फंक्शन को हम डिफरेंसीएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू चैनल वेक्टर H bar और इसे 0 के बराबर रखेंगे H bar को निकालने के लिए जहां कॉस्ट फंक्शन मिनिमम होगा तो इसे निकालेंगे ताकि हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट को निकाल सकें या ML एस्टीमेट को निकाल सके मुझे मिनिमाइज करना है जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉस्ट फंक्शन Y bar ट्रांसपोज Y bar 2 H bar ट्रांसपोज X ट्रांसपोज Y bar X bar ट्रांसपोज X ट्रांसपोज XH bar को मिनिमाइज करना और इसे मिनिमाइज करने के लिए इसे डिफरेंसीएट विद रिस्पेक्ट टो पैरामीटर वेक्टर H bar करेंगे और फिर उसे 0 के बराबर रखेंगे और फिर वह बिंदु निकालेंगे जहां यह 0 होगा जो कि मिनिमम से संबंधित होगा और जो कि H bar है और जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट होगा इसे डिफरेंसीएट विद रिस्पेक्ट टो H bar करेंगेहम याद करते हैं कि H bar एक वेक्टर है तो मुख्य रूप से हमें इस वेक्टर डेरिवेटिव की व्याख्या करनी है जो कि ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर के जैसा है तो चलिए हम वैक्टर की व्याख्या कर लेते हैं किसी भी वैक्टर डेरिवेटिव के लिए हालांकि आप लोग वैक्टर डेरिवेटिव को पहले से ही जानते हैं या ग्रेडियंट के बारे में जानते हैं चलिए हम वैक्टर डेरिवेटिव की व्याख्या कर लेते हैं किसी वैक्टर H का फंक्शन F जो है dF मैं इस dF को dH के द्वारा भी लिख सकता हूं जिसका मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर H है और जो कुछ नहीं परंतु पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर H है मुझे डिफरेंसीएट करना है विद रिस्पेक्ट टू H के हर कॉम्पोनेंट से Dow F by dow H1 dow F by dow H2से लेकर F ओवर dow HM तक और यह है डिफरेंसीएट करना यह इनकी स्वाभाविक परिभाषा है डिफरेंसीएट करना है विद रिस्पेक्ट टू H के हर कॉम्पोनेंट सेयह और कुछ नहीं परंतु ग्रेडियंट या वेक्टर डेरिवेटिव है यह वेक्टर डेरिवेटिव है और यह पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोनेंट H है यह पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोनेंट H bar है उदाहरण के लिए चलिए हम एक सरल उदाहरण को देखते हैं हम किसी सरल फंक्शन का विचार करते हैं जैसे कि अगर मेरा फंक्शन F ऑफ H bar है जो कि किसी वेक्टर C bar ट्रांसपोज टाइम्स H bar जोकि है आपका C0 C1 CM तक और H है H1H2HM तक क्योंकि और कुछ नहीं परंतु C1 H1 C2 H2 so on up to CM HM है अब आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव जोकि है आपके H bar के बराबर अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टो H1 C1 है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टो H2 C2 है अगर आप का सार देखेंगे इसलिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू H bar मूलतः आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू H के हर कॉम्पोनेंट जो है H1 से लेकर HM तक और वह और कुछ नहीं C1 C2 से लेकर CM है या वेक्टर C bar है ठीक है तो अगर C bar एक कांस्टेंट वेक्टर है और वेक्टर H bar का फंक्शन C bar ट्रांसपोज H bar है तब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Hbar स्वाभाविक रूप से C bar होगा और आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल स्कैलर डेरिवेटिव की तरह है अगर हम एक कांस्टेंट K ले और इसे X मैं गुणा करें तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X K होगा तो यह वेक्टर परिदृश्य का विस्तार है जिसका मतलब K टाइम X की जगह हम देख रहे हैं C bar ट्रांसपोज टाइम्स X तो इसक्वांटिटी का डेरिवेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट H bar ऑफ फंक्शन C bar ट्रांसपोज बराबर होगा C bar के और चलिए जान लेते हैं जो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं C bar ट्रांसपोज H bar बराबर है H bar ट्रांसपोज C bar के और जो बताता है की डेरिवेटिव ऑफ H bar ट्रांसपोज C bar विद रिस्पेक्ट टू C bar भी C bar ही होता है और इसके लिए अब मैं इन सारे अभिव्यक्ति हूं का सार बताता हूं की डेरिवेटिव ऑफ C bar ट्रांसपोज H bar विद रिस्पेक्ट टू H bar बराबर है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू H bar या H abr ट्रांसपोज C bar के जोकि और कुछ नहीं C bar है यह आपका वेक्टर डेरिवेटिव है तो यह वेक्टर डेरिवेटिवकी अभिव्यक्ति है तो इस अध्याय में अभी तक हमने क्या देखा हमने देखा लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन ठीक और हमने लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन को सरल किया कुछ गुणों का इस्तेमाल करके साथ ही हमने वेक्टर डेरिवेटिव के सिद्धांत को समझाया और अब हम वेक्टर डेरिवेटिव के गुणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं याद रखिए लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंटशिएट करने और फिर इसकी वैल्यू को 0 के बराबर रखने पर हम लोग वेक्टर पैरामीटर H bar की वैल्यू निकाल सकते हैं जिसके लिए लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन मिनिमम होगा यह मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट ऑफ चैनल वेक्टर H bar के एकदम विपरीत है तो हम इस अध्याय को यहीं खत्म करते हैं और हम आगे शुरुआत करेंगे वेक्टर डेरिवेटिव के और पहलुओं को जानने से वेक्टर डेरिवेटिव के और गुणों को लीस्ट स्क्वेयर कॉस्ट फंक्शन में किस तरह इस्तेमाल करते हैं यह सब हम अगले अध्याय में देखेंगे धन्यवाद